ऊष्मा समीकरण का हल - प्रगुण तो पुनः स्वागत है अंतिम कुछ विडियो मे हमने एक व दो आयाम मे तरंग समीकरण पर प्रारम्भिक सीमा प्रतिबंधों के साथ कार्य किया दो आयामी तरंग समीकरण के लिए हमने ड्रम के कंपन का प्रश्न लिया था अंतिम विडियो मे हमने देखा की प्रारम्भिक सीमा प्रश्न को कैसे हल करते है तो आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्नो पर कार्य कर सकते है हम क्या करेगे की मैं आपको अभ्यासमाला दूँगी ऊष्मा समीकरण पर जाने के पहले मैं आपको अभी ड्रम के कंपन पर प्रश्न दूँगी परंतु हम अलग अलग हलों को देखेगे तो आपके पास है जो की आपका R त्रिज्या का ड्रम है तथा आपके पास xyt0 सीमा प्रतिबंध है वृत्तीय सीमा पर अब प्रारम्भिक प्रतिबंध uxy0fxy तथा utxy0gxy है तो प्रारम्भिक समय पर ड्रम की झिल्ली का विस्थापन तथा वेग क्या है यह ज्ञात है तो हमारे पास त्रिज्यी समरूप हल है तो अंतिम विडियो की तरह हम त्रिज्य समरूप हल अर्थात uxyt xy चाहते है यदि आप इन्हे ध्रुवीय निर्देशांकों मे लिखेगे तो यह r θ होगे तो तथा यह θ पर निर्भर नहीं करेगे तो आप यहाँ केवल हल को u rt के रूप मे ज्ञात करना चाहते है तो यह त्रिज्य समरूप हल होंगे अब आप इसे अभ्यास की तरह भी देख सकते है मैं आपको इसी प्रकार के प्रश्न को हल करने का अभ्यास भी दे सकती हूँ इस प्रारम्भिक सीमा मान प्रश्न से मिलते हल के लिए आप समान कंपनों के हल को ज्ञात करना चाह रहे है तो समान कंपन का क्या अर्थ है तो आप अपने हल को कुछ ऐसा uxytuxy चाहते है तो आप समय चर मे कुछ अनुरूपता लाना चाह रहे है तो यदि आप इस रूप मे हल को चाहते है तो यदि आप इस प्रकार के हल को चाहते है तब मूलतः आप चाहते है की t उपस्थित न हो एक बार जब आप इसे तरंग समीकरण मे रखेगे द्वितीय क्रम के अवकल मे यह केवल u स्वयं हो जाएगा तो आप केवल इस uxy रूप के हल को देख रहे है इसका अर्थ है आपके पास पहले ही x y ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप मे वृत्तीय ड्रम प्रश्न का तो आपके पास r θ है तो आप चरों ur θ के रूप मे हल को चाहते है तो हल को इस रूप मे लिखने के लिए आप समय पर निर्भरता हो हटा सकते है तो यदि आप समय पर निर्भरता को समाप्त कर देते है तो कंपन 0 2 π के बीच मिल जाते है तो एक निश्चित समय 0 से t के लिए हमारे पास कुछ कंपन होगे तथा इनकी आवृति बारंबारता होगी आपके पास समान कंपन होगे जो की आप ड्रम मे देखते है तो यदि आप हल को चाहते है हल r θ पर निर्भर करता है तो एक बार जब आपके पास यह हल है समान क्रियाविधि का पालन करे आप देखे की आपको बेसल समीकरण प्राप्त होता है तथा क्योकि 0 θ2 π तो आपके पास θ सीमा मान प्रश्न है तथा वास्तव मे यह आपको आवृतीय स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न होगा θ के लिए यह आवृति है क्योकि यह 0 2 π के बीच पुनरावृत होता है तो यदि मैं कहूँगी ϴθ एक फलन के रूप मे प्रथक हल तथा ϴ अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तथा आपके पास यह ϴ'θ ϴ2π तो तथा यह एक आवृति सीमा प्रतिबंधों जो की ϴ' ϴ'2 π तो यह आवृतिय स्ट्रीम लीऔविल्ले निकाय है आपको यह यहाँ चर θ मे प्राप्त होता है ओर तब इसके लिए आपके पास आइगन मानो तथा फलन है आवृतीय स्ट्रीम लीऔविल्ले निकाय है जो की हम पहले ही जानते है जो की n या n2 है तो यह आपके आइगन मान cosnθ sinnθ आइगन फलन है जो की पहले ही ओर्थोगोनल रूप मे है तो आपको ग्राम स्मिद्त प्रक्रिया से ओर्थोगोनलिजेशन की आवश्यकता नहीं है तो यह आपके पास है हमने देखा है की जब हम आवृति स्ट्रीम लीऔविल्ले निकाय पर कार्य करते है तो जब आपके पास इस प्रकार का आवृतिक निकाय है आप स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न को निकाल सकते है जो की आवृतिक प्रकार का है तथा तब अब इस प्रत्येक के लिए यह n आप प्रतिस्थापित करते है r चर मे जो की F 0 R के बीच प्रत्येक n आपके पास Fn है तो क्योकि n आइगन मान है तो यह Fn बेसल समीकरण को संतुष्ट करता है तो आपके पास बेसल हल है तो क्योकि यह एक बेसल फलन है 0 पर विचित्र बिन्दु है तो सीमा प्रतिबंध परिबद्ध है Jn आपका बेसल फलन है प्रत्येक आइगन मान n के लिए तथा तब आप यह गुणा Fn ϴnθ है तो प्रत्येक n के लिए आपको प्राप्त होगा आवृतीय स्ट्रीम लीऔविल्ले निकाय के लिए एक सामान्य हल प्राप्त होता है तथा तब आप इस Fn से गुणा कर सकते है तथा आप इन सभी हलों unθ का अध्यारोपण करते है तथा योग कीजिए तथा तब प्रारम्भिक प्रतिबंधों का प्रयोग करे इन दो अचरों An तथा Bn को ज्ञात करे तो यह प्रक्रिया समान है तो मैं इसे अभ्यास के लिए छोड़ देती हूँ तथा मैं ग्रहकार्य के लिए छोड़ देती हूँ तो अब हम शुरू करते है हम ऊष्मा समीकरण पर आते है तो हमारे पास क्या है अभी तक हमने तरंग समीकरण को देखा है जो की परिमित या अनंत डोरी को दर्शाता है तथा यदि आप दो आयामी झिल्ली पर ध्यान दे आप को दो आयामी तरंग समीकरण प्राप्त होता है जो की झिल्ली के कंपन को दर्शाती है तो अब आपके पास ऊष्मा समीकरण है तो आपको ज्ञात होना चाहिए की ऊष्मा क्या है ऊष्मा वास्तव मे तरंग समीकरण में हमारे पास तरंग समीकरण है हमारे पास कुछ ऊर्जा है तो ऊर्जा एक तरंग ऊर्जा है आप इसे माप नहीं सकते तो यह केवल तरंग ऊर्जा है तो हम इसे विस्थापन के द्वारा कैसे माप सकते है तो इसी प्रकार यहाँ ऊष्मा समीकरण आपके पास ऊर्जा है जिसे की ऊष्मा ऊर्जा कहते है तो तरंग ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा बन जाती है तो हम इसे ऊष्मा ऊर्जा को प्रत्येक बिन्दु पर तापमान के रूप मे मापते है हम इस ऊष्मा समीकरण को कैसे ज्ञात करते है तो मैं बस इसे रेखांकित करूंगी तो यह हमारा मकसद नहीं है तो इस कोर्स मे हमारा मकसद ऊष्मा ऊर्जा का प्रतिरूप बनाना नहीं है तो मैं आपको सीधे ही बताऊँगी की ऊष्मा समीकरण मे आने वाले अचर क्या है तो हम यहाँ क्या देखते है की हमारे पास कुछ मूल सिद्धान्त है तो यदि आप कोई छड़ ले तो ऊष्मा का प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह वास्तव मी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है ओर साथ ही जिस दर से इस ऊष्मा का प्रवाह होता है अर्थात प्रति मिनिट ऊष्मा स्थानांतरण वास्तव मे क्षेत्र तथा तापमान ग्रेडिएंट के समानुपाती होती है तो यदि आप इस क्षेत्र को बढ़ा देते है तो स्थानांतरण की दर बढ़ जाती है U ऊर्जा को नापने वाला एक फलन है तो यह uxy है यदि यह दो आयामी हो यदि यह u है यदि आप केवल एक आयाम छड़ को ले तो तो एक बार जब आप इसे हटा देते है यह अचर के समानुपाती हो जाता है जिसे वस्तु का तापीय संचरण कहते है यह क्षेत्र तथा ताप ग्रेडिएंट पर निर्भर करता है साथ ही प्रयोगो से एक अन्य सिद्धांत है की किसी वस्तु के ताप मे वृद्धि या कमी इस पर निर्भर करती है की ऊष्मा किस ओर प्रवाहित हो रही है तापमान परिवर्तन तथा वस्तु द्वारा ऊष्मा वृद्धि वास्तव मे वस्तु के द्रव्यमान तथा तापमान परिवर्तन के समानुपाती होती है इसका अर्थ है की ऊष्मा परिवर्तन तापमान परिवर्तन के समानुपाती होती है इसका अर्थ है की केवल चकती के दोनों सिरों का अंतर तो चकती के दोनों सिरों पर ऊष्मा अंतर एक ओर Q1 ऊष्मा तथा u1 तापमान तथा दूसरे Q2 ऊष्मा तथा u2 तापमान परिवर्तन तापमान मे ΔQ∝Δ um है तो यदि आप इस समानुपाती नियतांक ΔQcmΔu को हटा दे जिसे आप c विशिष्ट ऊष्मा नियतांक कहते है तो इन दो सिद्धांतों के आधार पर उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊष्मा स्थानातरण को आप व्युत्पन्न कर सकते है यदि आप किसी गर्म छड़ के विशेष अवयव पर ध्यान देकर आप ऊष्मा समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते है तो यदि आपके पास दो आयामी ऊष्मा समीकरण है तो आप देख सकते है की यदि आप इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ते है जो की c m∧k को मिलता है तो m द्रव्यमान है इसका अर्थ है की यह वस्तु का घनत्व ρ है तो अंततः आप देखते है की हमारा मकसद इस ऊष्मा समीकरण की व्युत्पन्न नहीं करेगे आपको केवल मूल रेखांकित सिद्धांतों को देने के लिए जो की यह व्युत्पन्न किया गया है तो आपके पास है y दो आयामी वस्तु पर है इस प्रकार आप इसे व्युत्पन्न करते है तो α2 kρc इसे तापीय विसरण नियतांक कहते है तो अब मैं इसे सीधे utα2uxxuyy लिखती हूँ तो यह दो आयामी ऊष्मा समीकरण है जहां xy वस्तु पर निर्भर है तो हम इसे एक आयामी ऊष्मा समीकरण की तरह हल करेगे तो हम पहले एक आयामी ऊष्मा समीकरण पर ध्यान देते है यह utα2uxx α20 x∈ R होगा तो इस एक आयामी ऊष्मा समीकरण प्रतिरूप मे आप एक छड़ पर ध्यान दे तो यदि आप इसे प्रतिरोधी बना दे ऊष्मा के लिए किसी भी दूसरी ओर के लिए ऊष्मा वास्तव मे एक दिशा अक्षीय ओर प्रवाहित होती है तो यदि तापमान एक सिरे पर अधिक हो ओर दूसरे पर कम ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होगी तो यदि आप छड़ को पतला माने आप स्वयं छड़ मे ऊष्मा के बाह्य स्थानांतरण को छोड़ सकते है तथा यह बाहर से प्रतिरोधी है तो ऊष्मा का संचरण केवल एक दिशा मे हो सकता है तो इस कारण यह एक आयामी ऊष्मा समीकरण है तथा आपके पास एक कम मोटाई की छड़ है तो यदि आप अब अनंत छड़ को ले जिसके लिए x∈R तो यह आपकी x दिशा है अर्थात −∞−∞ तथा आप देखना चाहते है की इस छड़ पर ताप uxt क्या है x स्थैतिक चर है तथा t समय चर प्रारम्भिक यदि मुझे कुछ ज्ञात हो प्रारम्भ मे t0 पर यदि आपको तापमान ज्ञात हो मानते है की ux0f यह प्रारम्भिक प्रतिबंध है तरंग समीकरण की तरह आपके पास प्रारम्भिक प्रतिबंध है की डोरी का विस्थापन तथा वेग है यदि आप हल को ज्ञात कर सकते है किसी भी समय पर तो यहाँ भी हम प्रारम्भिक प्रतिबंध देगे यहाँ कोई सीमा नहीं है क्योकि यह अनंत छड़ नहीं है कोई सीमा नहीं है आप हल ज्ञात कर सकते है क्योकि आप जानते है की यह गर्म की हुए छड़ है सही तो आप वास्तव मे सभी समय t0 पर तापमान uxt को ज्ञात कर सकते है तो आप अपने ऊष्मा समीकरण का हल ज्ञात कर सकते है तो प्रारम्भिक प्रतिबंध ux0f दी गई है तो यह ऊष्मा समीकरण के लिए आपकी प्रारम्भिक मान प्रश्न है तो हम इसे कैसे हल कर सकते है तो पहले हमने अनंत डोरी की तरंग सामीकरण को केनोनिकल रूप का प्रयोग कर के हल किया था हमने इसे u ξ η मे परिवर्तित किया आपने नये चर ξ तथा η लिए तथा आपने बस इसका समाकलन किया तो आपको हल डी'एलमबर्ट हल के रूप मे प्राप्त किया परंतु ऊष्मा समीकरण के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते क्योकि यह पहले ही केनोनिकल रूप मे है तो आप समाकलन कर सकते है यदि यह इस प्रकार की हो की यह ut तथा uxx को रखता हो तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते यह आंशिक अवकल समीकरण है तो आपके पास इसका समाकलन करने की कोई विधि नहीं है तो हम क्या करेगे की प्रारम्भिक डेटा के साथ ऊष्मा समीकरण करेगे हम अच्छी तरह से केवल इस ऊष्मा समीकरण के प्रगुणों को देख कर हल प्राप्त कर सकते है हल uxt के प्रगुण तो चलिए मानते है की uxt हल है जो ऊष्मा समीकरण को संतुष्ट करता है यदि uxt कुछ विशिष्ट प्रगुणों को संतुष्ट करता है जो आपके पास हल के लिए है तो हम बस इनको लिखेगे तथा इसके बाद हल प्रदर्शित करेगे की हल अद्वितीय है तो अद्वितीयता को प्रदर्शित करने के पहले चलिए मैं आपको प्रगुण देती हूँ की कैसे हम हल को ज्ञात करेगे ऊष्मा समीकरण को हल करने के लिए तो सब से पहले आप माने की uxt को हल माने तो प्रथम प्रगुण मे आप स्थैतिक रूपान्तरण को किसी अचर y तब यह ux yt ऊष्मा समीकरण का हल आप आसानी से जांच सकते है तो ut क्या है इसी प्रकार utx yt भी समान है तो ut x−yt−α2uxxx−yt0 इसकी आप जांच कर सकते है तो चलिए मैं दूसरे प्रगुण को लिखती हूँ यदि uxt हल है तब यदि मे केवल अवकलन करूँ क्योकि यह दो चरों xt के फलन है मैं x के सापेक्ष अवकलन कर सकती हूँ मैं t के सापेक्ष अवकलन कर सकती हूँ मैं x के सापेक्ष दो बार अवकलन कर सकती हूँ मैं मिश्रित अवकलन कर सकती हूँ तथा इसी प्रकार अन्य भी हल होगे यदि uxt हल है तो इसका अवकलन भी हल है यह भी आप देख सकते है आप को ले जिसका अर्थ है की ux हल है तो एक बार जब uxt भी हल है आप इसे ऊष्मा समीकरण मे रखे अब आप x के सापेक्ष अवकलन करे तथा आप प्रदर्शित कर सकते है की ux भी हल है इसी प्रकार क्योकि यह होमोजीनियस समीकरण है आप कितनी ही बार अवकलन कर सकते है की यह भी हल होगे यह दूसरा प्रगुण है तीसरा प्रगुण की यदि आप u1u2un हल है यदि यह हल है इन रेखिक संयोजन का योग जो की Ci अचर है हल भी है ऊष्मा समीकरण का तो यह तीसरा प्रगुण है अब हम चोथे को अब आप लिख सकते है यदि uxt हल है मैं कुछ समाकलन करती हूँ हल है हम प्रगुण एक से मानते है की ऐसा फलन g के लिए यह मायने रखते है यह असंगत समाकलन है तो यदि आप नहीं जानते की असंगत समाकलन क्या है तो कुछ भी जो आपने समाकलन मे सीखा है a से b तक परिमित है की संगत समाकलन यदि यह है आपको इसे देखना होगा तो यदि यह सीमा विधमान है तथा यह संगत समकलन है यह परिभाषित है आप जानते है की इसका अर्थ क्या है तथा आप यह सीमा ले यदि यह परिमित है तो आप कहेगे की यह असंगत समाकलन भी विधमान है अर्थात परिमित है तो इस प्रकार आपके पास दोनों ओर सीमाएं है तो आप a को अनंत तथा ऋण अनंत तक है तो आप इसे तोड़ सकते है तथा आप देख सकते है की यह दोनों योग के रूप मे विधमन है तो यह सभी g के लिए सत्य नहीं है तो चोथे प्रगुण से यह भी एक हल भी है किसी भी फलन g केवल यह चीज मायने रखती है वह है की समाकलन परिमित है तो पांचवा प्रगुण माने की uxt हल है आप इन चरों का मापक ले तो मैं इसे केवल u√axat लिखूँगी a कोई अचर है तो यदि मैं इसे vxtu√axat भी हल कहेगे तो अभी तक मैं इसे हल नहीं लिखूँगी ठीक तो आपके पास अनंत हल है यदि uxt हल है इनका रूपान्तरण भी हल है स्थैतिक चर का रूपान्तरण इनका अवकल भी हल होगा तथा आप यदि रेखिक सायोजन करते है तो वह भी हल होगा तथा अंततः आप यह ले g के साथ कोंवोलुशन समाकलन भी हल है ओर अंततः एक बार जब आपके पास uxt हल है केवल इस चर x को लीजिए आप √a से गुणा कीजिए अब यह किसी भी a0 के लिए क्योकि √a केवल धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित किया है तो यह भी आप इसकी जांच करे तो vt आप ज्ञात करना चाहते है की केवल vtaut तथा तब आपको vxx चाहिए vx√aux इस लिए vxxauxx तो आप देखते है की vt−α2v xxaut−α2uxx हम पहले ही जानते है क्योकि uxt हल है इस कारण vt−α2vxx0 तो इसका अर्थ है चरों के मापक को डिलेशन कहते है तो यह डिलेशन फलन या इन चरों के मापक के साथ अचर a भी हल है तो इन पाँच प्रगुणों के आधार पर हम प्रारम्भिक मान प्रश्न के हल को प्राप्त कर सकते है हम इसका हल ज्ञात करने से पहले मैं इस हल को प्राप्त करती हूँ हम इस प्रारम्भिक मान प्रश्न की अद्वितीयता को प्रदर्शित कर सकते है तो हम सब से पहले ऊर्जा आर्गुमेंट से अद्वितीयता को प्रदर्शित करूंगी तो माने की u1xt तथा u2xt प्रारम्भिक मान प्रश्न को संतुष्ट करती है प्रारम्भिक मान प्रश्न क्या है यह ut−α2uxx0 है तथा x किसी एक आयामी वस्तु B का है जो की x∈ B मैं इसे छड़ कहती हूँ तथा आपके पास प्रारम्भिक डेटा ux0f है तो चलिए मानते है की wxtu1xt u2xt यह होमोजीनियस समीकरण है तो यह रेखीय समीकरण है तो अंतर भी संतुष्ट करता है तो इसका अर्थ wt−α2wxx0 तथा x∈ B है तथा तब प्रारम्भिक प्रतिबंध के साथ क्या होता है u1x0f तथा u2x0f तो अंतर शून्य है तो wx00 तो यह प्रारम्भिक मान प्रश्न है अंतर w के लिए अब मैं ऊर्जा को परिभाषित करती हूँ यह वास्तव मे भौतिक से नहीं है तरंग समीकरण के लिए हम गतिज ऊर्जा से शुरू करते है जो की 12mv2 तो इस तरह हम शुरू करेगे मैं इसे इस हल w के पदों मे परिभाषित करूंगी तो ऊर्जा को यदि मैं इस प्रकार लिखूँ किसी वस्तु B के लिए B कुछ भी हो सकती है चाहे अनंत छड़ ऋण अनंत से अनंत या यह परिमित छड़ हो मानते है की 0 से L तक या कुछ भी अर्ध अनंत 0 से अनंत कुछ भी आप B को ले सकते है B ऋण अनत से अनंत तक छड़ है तो आप सभी तापमानों पर समाकलन करते है तो E wxt पर निर्भर करती है तो मैं इसे लिखूँगी तो यह है जिसे मैं ऊर्जा की तरह परिभाषित करती हूँ तो स्पष्ट रूप से यह w2xt का अर्थ है की तापमान हमेशा धनात्मक रहता है यह समाकल हमेशा धनात्मक रहेगा अब t0 पर क्या E0 क्योकि wx00 तो प्रारम्भ मे ऊर्जा 0 है इस ऊर्जा का समय अवकलन क्या है तो आप इस ऊर्जा अवकल को अंदर ले जा सकते है क्योकि यह समाकल ऋण अनंत से अनंत पर अचर है या कुछ भी 0 से अनंत या 0 से L है तो तथा हमारे पास है यहाँ अब आप खंडशह समाकलन करते है तो आपके पास है अब यदि यह अनंत छड़ है अनंत पर आप कल्पना कर सकते है की तापमान शून्य है यदि यह अर्ध अनंत छड़ है x0 पर या तो तापमान शून्य या आप x पर इस छड़ को प्रतिरोधी बना दे इसका अर्थ है की तापमान शून्य होने पर w शून्य है या तो इसे इस सिरे पर प्रतिरोधी कर दिया गया है जिसका अर्थ है की फ्लक्स शून्य है तो इसका अर्थ है की कोई ऊष्मा बाहर नहीं जाती जिसका अर्थ है तापमान अंतर ग्रेडिएंट शून्य है शून्य है अर्थात यह ऊष्मा का आदान प्रदान इसके समानुपाती होता है तो इसका अर्थ है wx0 wx को फ्लक्स कहा जाता है प्रतिरोधी का अर्थ होता है की ऊष्मा गुजर नहीं सकती इसका अर्थ है की फ्लक्स शून्य है जिसका अर्थ है तापमान ग्रेडिएंट शून्य है तो अनंत अर्ध अनंत या परिमित किसी भी स्थिति मे यदि यह परिमित है तो आपको केवल इस भौतिक चीज का ध्यान रखना है की या तो तापमान निश्चित रहे या आप फ्लक्स को शून्य रखे तो यह हो जाएगा तथा स्पष्ट है की α20 यह समाकलन भी धनात्मक होगा तथा मेरे पास ऋण चिन्ह होगा ताकि तो इसका अर्थ E≤ E0 है प्रत्येक समय t के लिए सदैव छोटा या बराबर है समय t0 पर जिसे हम जानते है की शून्य है तो ऊर्जा या तो शून्य से बड़ी है या शून्य है ओर अब यह अवकल शून्य से छोटा है जिसका अर्थ है की यह ह्रासमान है तो यह प्रत्येक t0 के लिए सत्य है तो इसका अर्थ E है क्योकि आप देखते है की यह 0 के साथ बंधा है तो इसका अर्थ है इसे शून्य होना चाहिए प्रत्येक t के लिए तो इसका अर्थ है की यह धनात्मक नहीं हो सकता अर्थात है की ऊर्जा शून्य होनी चाहिए जिसका अर्थ है w को शून्य होना चाहिए क्योकि अर्थ है क्योकि यह समाकलन धनात्मक है wxt0 प्रत्येक t के लिए तो इसका अर्थ है की wxtu1xt u2xt0 यह ओर कुछ नहीं u1xtu2xt है तो यह प्रदर्शित करता है की यदि आपके पास प्रारम्भिक मान प्रश्न के दो हल u1xt तथा u2xt हो तो वह वास्तव मे समान होने चाहिए आप उनका अंतर ले ओर इस ऊर्जा दृशिकों का प्रयोग करे तथा हमारे द्वारा लिए गए प्रारम्भिक मान प्रश्न के हल की अद्वितीयता को प्रदर्शित कर सकते है तो हल पाँचों प्रगुणों 12345 को संतुष्ट करना चाहिए तो आपके पास ऊष्मा समीकरण के पाँच प्रगुण तथा प्रारम्भिक मान प्रश्न के लिए प्रारम्भिक प्रतिबंध है अद्वितीयता ऊर्जा आर्गुमेंट से सुनिश्चित होती है तो इसके प्रयोग के साथ हम अगले विडियो मे हल प्राप्त करने का प्रयास करेगे हम इन ऊष्मा समीकरणों के प्रारम्भिक मान प्रश्न के लिए इन प्रगुणों के आधार पर हल तथा अद्वितीयता को प्राप्त करने की कोशिश करेगे तो हम इन प्रगुणों के आधार पर हल तथा अद्वितीयता इस प्रारम्भिक मान प्रश्न के लिए प्राप्त करने का प्रयास करेगे तो यह हम अगले विडियो मे देखेगे